एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम कोर्स ऑन लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी द्वारा प्रो दीपा दुबे राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय IIT खड़गपुर व्याख्यान 19 विभिन्न एजेंसियों की भूमिका नमस्कार आपका फिर से स्वागत है लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम में पिछले व्याख्यान में हमने कानूनों के साथ साथ विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित अपराधों जैसे बलात्कार वगैरह और फिर पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित प्रक्रियात्मक मुद्दों को समझने की कोशिश की है स्लाइड समय देखें 0054 जैसा कि हमने कहा महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने में न्यायपालिका बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विशेष रूप से 90 के दशक के बाद से यह देखा गया है कि विभिन्न मामलों में न्यायपालिका ने बढ़ती हिंसा के संबंध में चिंता पर जोर देने की कोशिश की है महिलाओं के खिलाफ और उनके अधिकारों के सिद्धांतों को रखना उनकी गरिमा को सुरक्षित रखा जा सकता है और उन मामलों में कठोर सजा दी जा सकती है जहां उनके पति महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए क्रूरता बरतते हैं हम उन कुछ फ़ैसलों पर गौर करने की कोशिश करेंगे जो दिए गए हैं उनमें से कई या उनमें से सैकड़ों हैं लेकिन उनमें से कुछ के साथ विशेष रूप से बलात्कार वगैरह के अपराध के संबंध में मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगी अब उन निर्णयों में यह उड़ीसा की पुष्पांजलि साहू बनाम राज्य का एक निर्णय है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यौन हिंसा न केवल महिलाओं के निजता और पवित्रता के अधिकार पर एक गैरकानूनी आक्रमण है बल्कि उनके सम्मान के लिए एक गंभीर झटका है यह उसके विवेक पर एक घातक और अपमानजनक छाप छोड़ता है उसके आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस पहुँचाता है बलात्कार केवल एक महिला के व्यक्तित्व के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ अपराध है यह महिलाओं के सबसे अभिलषित अधिकार पर एक क्षतचिह्न छोड़ देता है उसकी गरिमा सम्मान प्रतिष्ठा और कम से कम उसकी शुद्धता भी नहीं छोड़ता है यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ एक अपराध है और पीड़ितों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जो कि अनुच्छेद इक्कीस में निहित जीवन का अधिकार है इसलिए न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे यौन अपराध के मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटायें इस तरह के मामलों को कड़ाई से और गंभीर रूप से निपटाया जाना चाहिए इसका महत्व इन शब्दों से न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है इस तथ्य के प्रकाश में महत्व प्राप्त करता है कि यदि कोई एक व्यक्ति उसी अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों को देखता है साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा साठ के दशक में पचास के दशक में सत्तर के दशक में तो एक गिरी हुई बीमार भावना का पता चलता है जहां तक महिलाओं की बात है ऐसे कई निर्णय हैं जो लोगों की अंतरात्मा को इस अर्थ में झकझोर कर रख देते हैं कि इसने महिलाओं को बुरी तरह से झिंझोड़ दिया है उनके चरित्र पर सवाल उठाया है उनकी हर कार्रवाई पर अविश्वास की भावना से सवाल किया है और इस तरह की कोशिश या कोशिश निर्णय लेने के मामले में महिलाओं का अपमान करना और उनका अपमान करना इसलिए जब अदालत इस तथ्य को पहचानती है कि बलात्कार का अपराध वह है जो एक महिला की संपूर्ण पवित्रता के खिलाफ जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा पर एक दाग छोड़ देता है और अनुच्छेद 21 के तहत पीड़ित के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है यह दर्शाता है कि अदालत अब इस तथ्य पर संज्ञान ले रही है कि बढ़ते अपराध एक वास्तविकता है महिलाओं के हित की रक्षा की जानी चाहिए और महिलाओं के खिलाफ निरंतर अपराध इस तथ्य का संकेत हैं कि समाज ने अभी भी महिलाओं को पुरुषों के साथ समाज के विकास के लिए समान भागीदार के रूप में स्वीकार नहीं किया है स्लाइड समय देखें 0509 2012 के फैसले में नरेंद्र कुमार बनाम राज्य में आगे बढ़ते हुए अदालत ने कहा कि शिथिल नैतिकता और आसान गुण की महिला को भी अपनी गरिमा की रक्षा करने का अधिकार है उसके सबूतों को उस आधार पर अकेले खारिज नहीं किया जा सकता जैसा कि मैंने कहा कि कई स्थितियों में महिलाओं की प्रतिष्ठा को विशेष रूप से बचाव के रूप में कहा गया था और यह दिखाने के प्रयास किए गए थे कि एक महिला शिथिल नैतिकता की है तो इसलिए अदालत ने स्पष्ट किया है कि भले ही एक महिला वेश्या हो उसे ना कहने का अधिकार है उसे अपनी सहमति का उपयोग करने का अधिकार है उसकी सहमति के बिना यह तय करना कि क्या करना है और क्या नहीं और सिर्फ इसलिए कि वह ऐसी महिला है इसका मतलब यह नहीं है कि उसके द्वारा किए गए किसी भी दावे को खारिज कर दिया जाना है महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को अपराध के सहभागी के रूप में देखा जाता है जिसका अर्थ है एक साथी अब सामान्य मामलों में या सामान्य अपराधों में चाहे हत्या की बात हो या अपहरण के संबंध में किसी भी स्थिति में क्या आप इस प्रकार का आरोप नहीं देखते हैं कि पीड़िता को अपराधी के साथ मिली भगत में बहुत अजीब तरह से अपराधी ठहराया जाता है जब भी इसमें महिलाएं मिलती हैं और महिलाएं को इसका शिकार बनाया जाता है यह टिप्पणी बहुत आसानी से कर दी जाती है कि वह ज़रूर मिली भगत कर रही होगी या उसने विचाराधीन अपराध में भागीदारी की होगी जैसे बहुत बार हमने सुना है कि हमें यौन उत्पीड़न के मामले में या यौन हमले के मामले में उसने पुरुष को उकसाया है उसने उस तरीके से कपड़े पहने हैं जो की उस आदमी को उकसा रहे थे तो ये आम रोज़मर्रा के अनुभव हैं जो हम अपने लिए देख सकते हैं या हमने सुना है यहां तक कि किताबों अखबारों में भी पढ़ा जा सकता है इसलिए कि एक मामले में या कई मामलों में अदालतें यह कहती हैं कि जब हम इस तरह के पीड़ित की बात कर रहे हैं तो वह अपराध की भागीदार नहीं है वह एक घायल गवाह की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई पर खड़ी है इसलिए जो कुछ भी वह कहती है कि उसकी गवाही का सम्मान किया जाना चाहिए और इस कहानी का अनावश्यक सहयोग या सुधार नहीं होना चाहिए जिसके लिए कहा गया है क्योंकि वह विचाराधीन अधिनियम की स्थिति का शिकार है और अपराध में वह कोई पक्ष या साझीदार नहीं है जिस पर अपराध किया गया है इसलिए उसे किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है बल्कि यह उस व्यक्ति का कृत्य है जो अभियुक्त है जो पूरी तरह से इस अधिनियम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है स्लाइड समय देखें 0833 जैसा कि पहले हमने उल्लेख किया है कि यौन अपराधों के मामलों में चिकित्सा परीक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और अधिकांश मामलों में बहुत बुरा अनुभव है POCSO अधिनियम 2012 के संबंध में पिछले व्याख्यानों में मैंने उल्लेख किया है कि अधिनियम और नियम चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए रास्ता बनाते हैं जो बच्चे के लिए सुरक्षित सुविधाजनक और आरामदायक हैं अब उसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या उस समय बढ़ाया जाना चाहिए जब वह अन्य लड़कियों या महिलाओं के लिए आता है जो प्रश्न में यौन हमलों या बलात्कार का शिकार हो जाती हैं अब विशेष रूप से कई बार दो उंगली परीक्षणटू फिंगर टेस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे यह समझने के लिए रिकॉर्ड लिया जाता है कि क्या महिला को संभोग करने की आदत है हालाँकि यह परीक्षण पाया गया है या किसी महिला की निजता का गंभीर उल्लंघन माना जाता है जैसा कि 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में राजेश बनाम हरियाणा राज्य में अदालत द्वारा निर्धारित किया गया है कि दो उंगली परीक्षण और इसकी व्याख्या गोपनीयता शारीरिक और मानसिक अखंडता और गरिमा के लिए बलात्कार से जीवित बचे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करती है चिकित्सा प्रक्रियाओं को एक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए जो क्रूर अमानवीय या अपमानजनक उपचार का गठन करते हैं राज्य का दायित्व है कि वह जीवित बचे लोगों को उचित सेवाएं उपलब्ध कराए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाएं और उनकी निजता के साथ कोई मन माना या गैरकानूनी हस्तक्षेप न हो इसलिए रेप केस में मेडिकल टेस्ट और मेडिकल सबूत बहुत निर्णायक और महत्वपूर्ण हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर अन्य चिकित्सा कर्मचारी जो ऐसी महिलाओं की जांच में शामिल हैं कुछ सहानुभूति प्रदर्शित करते हों महिलाओं के प्रति थोड़ा ध्यान रखते हों वे प्रक्रियाएँ करते हों जो स्थापित होंगी या अन्यथा अपराधी ठहराने के लिए इंगित करें लेकिन यह दिखाने के लिए नहीं कि क्या उसे संभोग करने की आदत है अनिवार्य रूप से टू फिंगर टेस्ट केवल सक्षम है यह इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है कि क्या महिलाएं अन्य व्यक्तियों के साथ इस तरह की हरकतों में शामिल रही हैं लेकिन यह नहीं है कि वह यह दिखाने के लिए किया जाता है कि क्या उसके साथ बलात्कार किया गया था इसलिए यह ठीक है कि जहां अदालत ने अंतर्विरोध किया है और निर्धारित किया है कि जिस परीक्षण की बात की गई है उससे उसकी गोपनीयता पर हमला होता है वहां एक बेहतर परीक्षण बेहतर चिकित्सा प्रक्रिया होनी चाहिए जो उचित होनी चाहिए और इस तरह के परीक्षण किए जाने का एक उचित तरीका होना चाहिए स्लाइड समय देखें 1207 अब बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामले में किसी भी परिस्थिति में समझौता करने की अवधारणा को वास्तव में नहीं माना जा सकता है ये एक महिला के शरीर के खिलाफ अपराध हैं अपराध जो जीवन की सांस को रोकते हैं और प्रतिष्ठा को तोड़ते हैं इस संबंध में किसी भी प्रकार की उदारता या चिंतन मनन पूरी तरह से कानूनी अनुमति के बग़ैर है तो वह श्याम नारायण बनाम राज्य 2013 था यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि हम शायद इस तथ्य से अवगत हैं कि देश के कई राज्यों में और कई समुदायों में अगर इस प्रकार अगर परिवार में एक लड़की पर ऐसा अपराध होता है तो परिवार वस्तुतः समाज से बाहर जाति से बाहर कर दिया जाता है समाज में उसकी शादी की संभावना पर असर होता है और उसे लगता है कि जीवन को जारी रखना मुश्किल हो सकता है उसकी शिक्षा के मामले में कैरियर की दृष्टि से क्योंकि पूरा समाज उसकी अवहेलना करता है जो उसे निम्न कृत्य के लिए जिम्मेदार बनाता है और इसलिए कई स्थितियों में बढ़े हुए प्रयास किए जाते हैं जो इसलिए किए जाते हैं ताकि लड़की अपराध करने वाले से शादी कर सके और उस आधार पर प्रयास किए जाते हैं कि जो भी मामला समझौता के आधार पर स्थापित किया गया है ऐसे मामलों को दूर किया जा सकता है जिन्हें खारिज किया जा सकता है और कई मामलों में यह देखा गया है कि वास्तव में अदालतों ने ऐसे समझौता करने वालों के लिए अनुमति दी है अपराधी या आरोपी को पीड़ित से शादी करने की अनुमति दी है और उस आधार पर मामलों को खारिज कर दिया जाता है यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि कानून और प्रक्रिया कहीं भी मामलों की बर्ख़ास्तगी या मध्यस्थता के किसी भी तरीके की अनुमति नहीं देती है विशेष रूप से जहां यह इस प्रकृति के अपराधों से संबंधित है बलात्कार की प्रकृति के यौन हमलों की और इसलिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि पार्टियों के बीच समझौता सुलह या मध्यस्थता की कोई भी स्थिति नहीं हो सकती है कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की बात करते समय भी इस तथ्य का महत्व है कि केवल उन मामलों में केवल अगर पीड़ित सुलह के लिए पूछती है तो सुलह की बात की जा सकती है पिछले व्याख्यान में यह स्पष्ट किया गया है कि उसपर दबाव नहीं हो सकता है उसे दूसरे पक्ष या नियोक्ता या किसी को भी इस तरह के सुलह से सहमत होने के लिए आंतरिक शिकायत समिति द्वारा डराया नहीं जा सकता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि महिला क्या चाहती है लेकिन जब यह आपराधिक कानून की बात आती है तो यह फिर से वह नहीं हो सकता जो वह चाहती है भले ही वह दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहती हो लेकिन यह मामला खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है यदि कोई आरोप है और आरोप अन्यथा स्थापित किया गया है तो उस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और अपराध के लिए जिम्मेदार है जिस अपराध को किया गया है स्लाइड समय देखें 1534 अब ये दो अन्य ऐतिहासिक फैसले हैं कई अन्य हैं जो विशेष रूप से कुछ दिशानिर्देशों को पूरा करने की कोशिश करते हैं जब नाबालिगों का बलात्कार करने या विशेष रूप से बाल यौन शोषण की बात आती है तो यह सुदेश झाकु बनाम केसीजे का एक मामला है जहां अदालत ने कुछ दिशानिर्देश दिए हैं क्योंकि उन मामलों में आपके पास एक नाबालिग है जो अदालत में है और नाबालिग द्वारा घटना के प्रकार को बयान करना बहुत मुश्किल है एक गंभीर बात यह है कि यह अभी तक बच्चे को प्रभावित करता है और यदि ऐसे बच्चे पर सवाल उठाए जाते हैं तो बच्चा आगे और अधिक भयभीत हो जाता है और चुप हो जाता है और मामले को संभालने या यहां तक कि आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही कठिन स्थिति बन जाती है इसलिए कुछ दिशानिर्देश जो निर्धारित किए गए थे जो कि बचाव परिषदों को गवाहों के अनावश्यक दुरुपयोग और उत्पीड़न से बचने के लिए स्वीकार किये गए हैं परीक्षण न्यायाधीश काफी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही से निपटेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षण न्याय पूर्वक आयोजित किया गया है प्रश्न जटिल या भ्रामक नहीं हैं पूछताछ के दौरान गवाह को बीच में समय देने की आवश्यकता होती है यदि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करता है कि बाल गवाह से एक पूर्ण और स्पष्ट लेखा प्राप्त करने के लिए एक आवरणपर्दास्क्रीन आवश्यक है तो ऐसी आवरण जैसा कि गवाह आवरण में होगा या अपराधी से बच्चे का आवरण होगा इस तरह की स्क्रीन को पार्टियों के बीच रखना होता है और बच्चे को जज के पास दिखाई देना चाहिए या गवाह को जज के पास दिखाई देना चाहिए लेकिन दूसरे पक्ष के साथ आमने सामने का सामना करने के लिए गवाह के पास मौका नहीं होना चाहिए कार्यवाही कैमरे में होनी चाहिए ट्रायल जज एक सहायक व्यक्ति जैसे सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य मित्रवत लेकिन तटस्थ पक्ष को बच्चे के साथ या यहां तक कि एक छोटे बच्चे के पास बैठे होने की अनुमति दे सकता है जो गवाही दे रहा है तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जिन्हें तब बनाए रखा जाता है जब कोई बाल गवाह या नाबालिग होता है जो अदालत में उस घटना के संबंध में गवाही देने से पहले होता है और विशेष रूप से जहां यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से संबंधित होता है इसलिए बालिकाओं को विशेष रूप से इस प्रकार के सुरक्षा उपायों की अनुमति देनी चाहिए ताकि उसे अपशब्द या अपमानित न किया जाए स्लाइड समय देखें 1823 यह 1996 सर्वोच्च न्यायालय के पंजाब बनाम गुरमीत सिंह राज्य का एक और सुप्रसिद्ध मामला था जहां अदालत ने यह कहते हुए और दिशानिर्देश दिए कि अदालत को अभियोजन पक्ष के चरित्र पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं देनी चाहिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रास परीक्षा उत्पीड़न के साधन नहीं हों अभियोजन पक्ष की गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए और विशेषतः महिला न्यायाधीशों को परीक्षणों में नियुक्त किया जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है कारण यह है कि यह पहली बार था कि अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि कई बार बलात्कार की राह ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ महिलाओं के चरित्र की हत्या कर दी जाती है जहां अपराधी के बजाय उसे परीक्षण करने के लिए रखा गया है जिस पर मुकदमा चलाया गया है और यह उसका चरित्र उसका व्यवहार कैसा है कि उसने खुद को कैसे संचालित किया कानून और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए पूछताछ का मुख्य बिंदु बन जाता है इसलिए यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इससे दूर रहने के लिए न्यायमूर्ति जेएस वर्मा और सगीर अहमद की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च अदालत ने कहा कि एक अभियोजक के चरित्र पर अनावश्यक रूप से बयान यह कहते हुए कि वह चरित्रहीन महिला है या वह ऐसी प्रकृति की है इन चीजों से बचना चाहिए न्यायालय को निष्पक्ष स्वतंत्र होना चाहिए और उसे पीड़ित के खिलाफ कोई भी घटिया टिप्पणी नहीं करनी चाहिए इसी तरह जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में कहा है मुकदमों के संचालन में न्यायालयों की जिम्मेदारी है उनकी एकमात्र जिम्मेदारी पार्टियों को सुनना सबूत देना और निर्णय देना है लेकिन मुकदमे के संचालन में हालांकि सिस्टम को कार्य करने के लिए यह एक अंपायर की आवश्यकता है इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए जब यह आवश्यक हो इसलिए अगर यह देखा जाए कि किसी महिला की निजता पर अश्लील सवाल आपत्तिजनक सवाल या सवाल किए जा रहे हैं तब अदालत सही तरीके से हस्तक्षेप कर सकती है और इस तरह के सवालों को रोक सकती है क्योंकि क्रॉस परीक्षा का मतलब यह नहीं है कि यह महिलाओं को परेशान करने का एक साधन है इसके अलावा महिलाओं की गोपनीयता को बनाए रखा जाना चाहिए और विशेषतः महिला न्यायाधीशों के साथ और यही वह जगह है जहां इसका प्रभाव देखा जाता है जब हम आईसीसी इत्यादि के संयोजन को कार्य स्थल अधिनियम में यौन उत्पीड़न में देखते हैं तो वे महिलाओं की अध्यक्षता में होते हैं एक महिला होने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिला दूसरी महिला की चिंताओं से अवगत है और वह इस स्थिति पर बेहतर प्रतिक्रिया दे सकती है कि वह अंदर से महिला है इसलिए यहां तक कि उन मामलों में भी जहां महिलाओं से संबंधित महिला अपराध होते हैं सवाल में आते हैं इसलिए जितना संभव हो महिला न्यायाधीश होनी चाहिए जो मामले को देखें और यहां तक कि उन मामलों में भी जहां पुलिस महिलाओं के साथ काम कर रही है यह बेहतर होगा कि यह महिला पुलिस अधिकारियों के साथ होना चाहिए जो कि इस मामले को देखें तो ये इन मामलों में कुछ न्यायिक निर्णय हैं जो आपके सामने रखे गए हैं जैसा कि मैंने कहा कि कई अन्य न्यायिक फैसले हैं और अदालतों ने नब्बे के दशक के बाद से महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने के लिए सही हस्तक्षेप किया है और ऐसे सभी मामलों में अदालत ने यह देखने की कोशिश की है कि फ़ैसलों के माध्यम से इन अपराधों के संबंध में सामाजिक धारणा में समग्र सुधार हो सकता है साथ ही उन्हें दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा प्रभावी है और महिला के अधिकारों और कारणों का बेहतर पालन हो सकता है इसलिए आपराधिक न्याय तंत्र के भीतर पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें महिलाओं के कारण सहानुभूति रखने के लिए माना जाता है और यही वह जगह है जहाँ महिला पुलिस अधिकारी आगे भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उन्हें शिकायतों को स्वीकार करना है उस शिकायतों पर कार्रवाई करना है विभिन्न अन्य अधिकार हैं जो आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून के तहत सुनिश्चित किए गए हैं और फिर अदालतें हैं इसलिए चाहे वह आपराधिक अदालतें ही क्यों न हों या उच्च न्यायालय उस मामले के लिए कई मामलों में हमने देखा है कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है अब तो जहां एक जगह पर यह कानूनी ढाँचा है जो लिंग हिंसा के संबंध में है या महिलाओं के अधिकारों के संबंध में है दूसरी ओर विभिन्न एजेंसियाँ हैं जो समाज में स्थापित की गई हैं और इन एजेंसियों ने विभिन्न पहल और विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं स्लाइड समय देखें 2423 यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं के अधिकारों और कारण को कानून के तहत प्रभावी रूप से संरक्षित किया जा सके अब जब हम एजेंसियों की बात कर रहे हैं तो समाज में अलग अलग निकाय संस्थाएँ हैं जो महिलाओं के हित के लिए काम कर रही हैं अब हम जानते हैं कि राज्य स्तर पर केंद्रीय स्तर पर सरकारें और संबंधित विभाग होते हैं जैसे कि महिलाओं और बच्चों के मंत्रालय और केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर अब ये विभाग समय समय पर विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं जो इस उद्देश्य के लिए जारी किए जा रहे हैं तो हमने पिछले कुछ महीनों या सालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के बारे में सुना होगा जिसे केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय ने लिया है या हो सकता है अगर मैं पश्चिम बंगाल राज्य की बात करूँ कन्या श्री योजना जिसे पश्चिम बंगाल द्वारा लिया गया है और जिसे हाल ही में एक एकजुट राष्ट्रों ने पुरस्कृत किया है ये बेहद सकारात्मक कदम हैं जिन्हें संबोधित करने के लिए शिक्षा का मुद्दा प्रारंभिक बाल विवाह के मुद्दे पर विशेष रूप से मंथन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा का मुद्दा हो सकता है बालिकाएँ कम से कम 18 वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा जारी रखेंगी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि माता पिता या बच्चे को कुछ वित्तीय प्रोत्साहन देकर उस लड़की को मौत के घाट नहीं उतरने दिया जाए इसलिए उस तरीके से यह केवल एक दृष्टांत है कि इन सरकारी संस्थानो ने ने विभिन्न अंतरालों या विभिन्न कमजोर बिंदुओं को संबोधित करने के लिए वर्षों से पर्याप्त पहल की है जो मौजूदा हैं और यह देखने के लिए कि महिलाओं के मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है इसके अलावा अन्य विभिन्न निकायों में विशेष रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग और नागरिक निकाय हैं जो समाज में मौजूद हैं और अगले व्याख्यान में महिलाओं के कारण की रक्षा में इन निकायों के काम पर चर्चा करेंगे